हम आज हमारे TCPIP प्रोटोकॉल या नेटवर्क प्रोटोकॉल भाग के एप्लिकेशन लेयर पर चर्चा करेंगे जैसा कि हमने अपने पहले के लेक्चर में चर्चा की है कि हम शुरू में ओवरऑल प्रोटोकॉल स्टैक पर चर्चा करेंगे अब हम लेयर बाय लेयर और उनके बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह पर चर्चा शुरू करेंगे और लेयर की अलग अलग विशेषताएं को भी देखेंगे इसलिए यह एप्लिकेशन लेयर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां तक एंड यूजर क्लाइंट से संबंध है वह इस बात से अधिक चिंतित है कि यह एप्लीकेशन कहां चल रही है ना की अंडरलाइनग चीज क्या है जब हम एक वेब पेज खोलते हैं या फाइल ट्रांसफर करते हैं उसके लिए मेल सर्वर खोलें या मेल डाउनलोड करें यह अलग अलग एप्लिकेशन हैं जो हमारे सामने हैं जिससे एंड यूजर परेशान है या क्लाइंट परेशान है जबकि लेयर के नीचे बहुत सारी अंडरलाइनग चीजें चल रही हैं जो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं हम चीजों के माध्यम से जाएंगे एप्लिकेशन लेयर का हमारे एंड यूजर के दृष्टिकोण से डायरेक्ट कनेक्शन या मेनिफेस्टेशन है यदि हम अपने टिपिकल प्रोटोकॉल स्टैक को देखते हैं जैसा कि हमने चर्चा की है कि इसमें एक एप्लिकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेटवर्क है नेटवर्क इंटरफेस और हार्डवेयर का गठन डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर करते हैं वहाँ एक अंडरलाइनग फिजिकल लेयर है यदि आप एप्लीकेशन को देखते हैं तो प्रीडोमिनेंट प्रोटोकॉल जैसे कि टेलनेट एफटीपी एसएमटीपी एचटीटीपी और डीएनएस हैं ये प्रीडोमिनेंट फंक्शनैलिटीज हैं हम अगले कुछ लेक्चर मे हम इन एप्लीकेशन लेयर पर ध्यान केंद्रित करेंगे फिर से अगर आप याद करते हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ बात करते हैं जो या तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस या कनेक्शन लैस सर्विस प्रदान करती है जो अपनी नीचे की लेयर जैसे कि आईपी लेयर वगैरह से बात करती है एक एप्लिकेशन लेयर हो सकती है जो सीधे उस आईपी लेयर से बात करती है तो ये एप्लिकेशन लेयर मुख्य रूप से इन ट्रांसपोर्ट लेयर्स के साथ या कुछ मामलों में IP लेयर के साथ बात कर सकती हैं तो बेसिक फिलॉसफी क्या है यह एप्लीकेशन लेयर को उस प्रोग्राम द्वारा प्रदान किया जाता है जो टीसीपीआईपी TCPIP कम्युनिकेशन का उपयोग करता है प्रोग्रामिंग इस पूरे नेटवर्किंग कोट प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस को रेखांकित करता है एक एप्लिकेशन लेयर एक यूजर प्रोसेस है जो आमतौर पर अलग होस्ट पर एक अन्य प्रक्रिया के साथ सहयोग करती है आमतौर पर हम इसे क्लाइंट सर्वर चीजों के रूप में कहते हैं जब मैं किसी एप्लिकेशन को चलाता हूं तो वह क्लाइंट होता है नेटवर्क के दूसरे एंड पर एप्लीकेशन होती है जिसे सर्वर कहते है हालांकि क्लाइंट सर्वर यह नहीं कहता है कि यह नेटवर्क का दूसरा एंड होना चाहिए यह स्वयं एक ही नेटवर्क हो सकता है लेकिन फिर भी मेरे पास एक एप्लिकेशन सर्वर क्लाइंट है जो सर्वर से कनेक्ट होता है जैसे कि हम www को लिंक करते हैं www iitkgp एसी डॉट इन " तो हम क्या करते हैं हम मूल रूप से उस iitkgp वेब सर्वर से कनेक्ट होते हैं और मेरे एंड में मेरा ब्राउज़र एक क्लाइंट के रूप में काम करता है जो सर्वर से जुड़े होते हैं यह HTTP क्लाइंट HTTP सर्वर के लिए तो FTP क्लाइंट FTP सर्वर और इसी तरीके से क्लाइंट सर्वर कार्य करते हैं एक यूजर प्रोसेस है जो दूसरी प्रोसेस में सहयोग करती है बदले में अन्य प्रकार की चीजें हो सकती हैं तो टेलनेट एसएमटीपी एसएनएमपी एफ़टीपी एचटीटीपी डीएनएस प्रकार के लोकप्रिय उदाहरण हैं एप्लिकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच इंटरफेस को पोर्ट नंबर्स द्वारा परिभाषित किया गया है जैसे किसी सिस्टम की पहचान कैसे करूं एक आईपी एड्रेस से मैं सिस्टम में एक प्रोसेस की पहचान कैसे करूं उसे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का उपयोग करके किया जा सकता है जो कि एक ट्रांसपोर्ट लेयर फिनोमिना के रूप में होता है ताकि सिस्टम में एक प्रोसेस की पहचान हो और एक अवधारणा है जिसे सॉकेट्स कहा जाता है हम उन सॉकेट्स पर थोड़ी सी सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो यह एक सॉकेट है जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच स्थापित करने के लिए एक सॉकेट इंटरफ़ेस स्थापित करता है और लोकप्रिय रूप से हम सॉकेट प्रोग्रामिंग जैसे शब्द का उपयोग करते हैं जो मुझे एक दूसरे के बीच कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है अगर एप्लिकेशन लेयर में कुछ चीजें हैं तो कुछ फाइल ट्रांसफर लेबल हैं कुछ ईमेल हैं जो एसएनएमपी एसएमटीपी रिमोट लॉगिन टेलनेट लॉगिन नेटवर्क मैनेजमेंट नेम मैनेजमेंट जैसे DNS और राउटर द्वारा उपयोग किया जाता है अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग एप्लीकेशन हैं यदि हमारे पास बहुत विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन हैं तो चीजों के विभिन्न सर्विस प्वाइंटस हैं यह ट्रांसपोर्ट लेयर परिभाषित करता है इसके साथ ही हमारे पास एक नेटवर्क एक्सेस लेयर है आईपी और प्रोसेस मुझे उस एप्लिकेशन को चलाने की अनुमति देती है तो इसका मतलब है मेरे पास एक सर्वर हो सकता है जैसे कि FTP सर्वर एक SSI सर्वर या टेलनेट सर्वर या विभिन्न प्रकार के सर्वर के रूप में कार्य करता है जहां विभिन्न चीजों को अलग अलग पोट्स पर परिभाषित किया गया है लोकप्रिय पोर्टस हैं जैसे हम जानते हैं कि जैसे टेलनेट के लिए पोर्ट 23 एफ़टीपी के लिए 2 पोर्ट उपयोग किए जाते हैं एक डेटा और दूसरा कंट्रोल पोर्ट जोकि 21 22 है फिर एचटीटीपी पोर्ट 80 और कई लोकप्रिय पोर्ट हैं हम अपने खुद के पोर्ट को परिभाषित कर सकते हैं जहां सर्वर चल रहा है ग्राहक किसी भी अन्य पोर्ट के माध्यम से जुड़ सकता है राइट इसी तरह कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 कंप्यूटर 3 हो सकता है और कई एप्लिकेशन हो सकते हैं यदि आप टॉप लेवल व्यू को देखते हैं तो ये विभिन्न एप्लीकेशन एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो यह वास्तव में एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट कर सकती है या एप्लीकेशन एक दूसरे से बात कर सकती है और इसका अंडरलाइनग नेटवर्क के साथ एक संबंध है अंडरलाइनग नेटवर्क क्लाइंट या सर्वर को एक्सपोज नहीं करता है जब आप http www iitkgp ac dot in करते हैं तो मैं इसके माध्यम से एक्सेस करता हूं हम यह नहीं देख रहे हैं कि यह प्रोटोकोल स्टैक या इंटरमीडिएट राउटर कैसे काम करते हैं हम जो देखते हैं वह इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है राइट इसी तरह यदि आप जैसा कि हम चर्चा करते हैं तो मेरे पास एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क एक्सेस है कहने का मतलब है कि यह एक पोर्ट और आईपी को परिभाषित करता है और फिर जो भी डेटा है वह इस अगली लेयर पर पेलोड हो रहा है जो ट्रांसपोर्ट वीडियो के लिए है और यह पेलोड है यह पूरी चीज एक पेलोड बन जाती है यह नेटवर्क एक्सेस लेयर है और डेस्टिनेशन पर यह डिक्रिप्ट हो जाता है चलिए इसे अब किसी और नजरिये से देखते हैं मेरे पास अलग अलग एप्लिकेशन हैं तो यह विभिन्न एप्लीकेशंस से लॉजिकली कनेक्टेड है जैसे कि TCP एक प्रीडोमिनेंट प्रोटोकॉल है जो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है यह चीजों के बीच एक लॉजिकल कनेक्शन बनाता है जैसा कि हमने चर्चा की कि यह पूरा कम्युनिकेशन आईपी पर चलता हैआईपी एक कनेक्शन लेसबेस्ट एफर्ट प्रोटोकॉल है यह गारंटी नहीं देता है कि पैकेट डिलीवरड किया जाएगा या नहीं तो कुछ मेकैनिज्म है यहां TCP के एंड में इस लॉजिकल कनेक्टिविटी की अनुमति देगा और जिसे हम अनरिलायबल लेयर के ऊपर रिलायबल कनेक्टिविटी कहते हैं हम चर्चा करेंगे कि जब हम उन लेक्चर श्रृंखला में जाएंगे हम देखेंगे की यह कैसे करना संभव है और उस अंडरलाइनग लेयर के बावजूद कुछ सर्विसेज कैसे एक अप्पर लेयर का उपयोग कर सकती हैं मेरे पास अलग नेटवर्क एक्सेस लेवल प्रोटोकॉल हो सकता है जिसके द्वारा नेटवर्क एक्सेस किया जाता है और यह फिजिकल लेयर के माध्यम से आगे बढ़ता है इसलिए यह रूट हो जाता है तो बीच में n नंबर्स राउटर्स हो सकते है फिर से हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे जब हम अलग अलग लेयर्स में जाकर देखेंगे कि ये पाथ कैसे संभव किए जाते हैं फिर भी यह एप्लीकेशन X एप्लीकेशन X से बात करता है या यदि हम इस बात पर बहुत कम गौर करते हैं कि क्या यह एप्लीकेशन X क्लाइंट एप्लीकेशन X सर्वर के साथ बात कर सकता है राइट या एप्लिकेशन Y क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर से बात करते है दो एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ बात करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं और मेरे पास विभिन्न प्रकार की चीजें हो सकती हैं जिनमें प्रीडोमिनेंट एप्लीकेशंस हैं जो टीसीपी हैं कुछ एप्लीकेशन हैं जो यूडीपी हैं एसएनएमपी नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए उनमें से एक है आईसीएमपी आईजीएमपी ओएसपीएफ आरएसवीपी और इसके बाद के कई साथी प्रोटोकॉल हैं जो ट्रांसपोर्ट और आईपी के बीच कहीं आईपी का उपयोग करते हैं और इसलिए प्रोटोकॉल का एक बंच है जो इस प्रोटोकॉल स्टैक में हैं अब हम इन लेअर्स को देखते हैं एप्लिकेशन और फिर हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे सॉफ्टवेयर और कर्नेल द्वारा कंट्रोल किया जाता है यह डेटा कुछ भाग को जोड़ता है और फिजिकल मुख्य रूप से इस फर्मवेयर डिवाइस या डिवाइस ड्राइवर और फिजिकल लेयर पर हार्डवेयर द्वारा कंट्रोल किया जाता है इसका मतलब है आपको एक फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता होती है जैसे कि जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में RJ 45 केबल का उपयोग करते हैंइसलिए आपके पास NIC कार्ड होना चाहिए जो देखभाल करता है आपको वायरलेस इंटरफ़ेस जैसे दूसरे इंटरफ़ेस कार्ड की आवश्यकता होती है जो हार्डवेयर को देखने का काम करते हैं इस पर मुझे एक फर्मवेयर और डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है जो चीजों को चलाता है जैसे कि मेरे पास NIC नेट इंटर कार्ड है मेरे पास काम करने के लिए एक विशेष डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए यदि आपके पास वायरलेस या वाई फाई इंटरफ़ेस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से उस पर डिवाइस ड्राइवर का सपोर्ट होना चाहिए राइट उसे मुख्य रूप से मशीन और विशेष तरीकों के सॉफ्टवेयर और कर्नेल द्वारा कंट्रोल किया जाता है और डिवाइस ड्राइवर इस नेटवर्क और प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर उस पर एप्लीकेशन चलाता है ठीक है अगर हम एफटीपी या एचटीटीपी चला रहे हैं तो हम अंडरलाइनग कुछ चीजों का उपयोग कर रहे हैं जो स्टैक लेवल पर नेट पर डिफाइंड हैं ट्रांसपोर्ट और आईपी लेयर जो मुख्य रूप से अगर आप देखते हैं कि यदि आप एक सामान्य विंडोज पीसी या यहां तक कि लिनक्स लेवल या यूनिक्स सिस्टम में हैं हम जो करते हैं वह मूल रूप से टीसीपी आईपी प्रॉपर्टी को परिभाषित करता है तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो OS या कर्नेल द्वारा ध्यान रखी जाती हैं कहते हैं जब एक क्लाइंट बाहर जाता है तो उसे पोर्ट ऐड्रेस मिलता है जो उस विशेष इंटरफ़ेस से सर्वर से बाहर जाने के लिए है तो यह स्टैक का ओवरव्यू देता है और अगर हम फिर से उस स्टैक को देखें तो मुझे कहना होगा कि यहां एचटीटीपी डेटा है तो HTTP डेटा के साथ साथ HTTP हेडर होता है जो एप्लिकेशन बनाता है वह ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए पेलोड बन जाता है यह आईपी लेयर के लिए पेलोड बन जाता है आईपी हेडर जोड़ता है और यह इस डेटा लिंक लेयर के लिए पेलोड बन जाता है और अंत में यह चला जाता है फिजिकल लेयर से चीजें ट्रांसमिट हो रही हैं तो इस तरह से यह चला जाता है और यह अलग अलग लेवल पर अनपैक या एक्सट्रैक्ट किया जाता है यदि कोई राउटर है तो उसे नेटवर्क लेयर एक्सट्रैक्ट करता है यदि यह एक अन्य एंड सिस्टम है तो यह एप्लिकेशन लेयर तक एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो यह डिवाइस लेवल के रूप में दूर तक पहुंच जाता है दूसरे अर्थों में हम जो देखने की कोशिश करते हैं वह यह है कि यह इंटरऑपरेबिलिटी को सपोर्ट करता है मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि इंटरमीडिएट राउटर क्या है मैं प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूं राइट यह हॉप से राउटर तक जाता हैसोर्स और डेस्टिनेशन के बीच सबसे अच्छा रूट खोजना सिस्टम लेवल की चीजों पर निर्भर नहीं है तो ये वे चीजें हैं जिन्हें हम देखते हैं अगर हम एंटी एप्लीकेशन लेयर को किसी और तरीके से इंटरफेस करते हुए देखते हैं तो हमारे पास अलग अलग एप्लिकेशन हैं और उनके पास विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं ठीक है तो एक एंड टू एंड पैकेट डिलीवरी हो सकता है जो कि रिलाएबल सर्विस नहीं हो सकती है जो आवश्यक है कि हम इसे यूडीपी पर पुश कर सकते हैं जबकिकुछ चीजें हैं जहां हमें एक रिलाएबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस टीसीपी की आवश्यकता होती है हमें विभिन्न प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है जैसे कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करना रिलायबल डेटा ट्रांसफर फ्लो और कंजेशन कंट्रोल ऑर्डर पैकेट डिलीवरी इत्यादि और विभिन्न प्रकार की सर्विसेज आमतौर पर यूडीपी पर डीएनएस प्रकार की सर्विसेज हैं जबकि एचटीटीपी ईमेल फ़ाइल ट्रांसफर टीसीपीआईपी TCPIP से होता हैटीसीपी प्रकार की चीज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पर होते हैं इसलिए जो हम देखते हैं कि कई एप्लीकेशन हैं जिनकी अपनी अलग तरह की ज़रूरतें हैं और इसके आधार पर या तो उन्हें टीसीपी प्रकार की चीजों या यूडीपी प्रकार के कनेक्शनों के माध्यम से पुश कर दिया जाता है अगर हम फिर से इसे देखने की कोशिश करते हैं तो हम यह देखते हैं कि एप्लिकेशन लेयर की विशिष्ट जिम्मेदारियां क्या हैं यदि आप http iitkgp एसी डॉट इन कर रहे हैं तो इसके लिए कम्युनिकेशन पार्टनर्स के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है www http एसी डॉट इन इसका मतलब है मेरा इरादा अन्य इंटेंडेड पार्टनर iitkgp वेब सर्वर है इसे कहीं और कनेक्ट करने की आवश्यकता है जो इसका ध्यान रखें अब हम सहयोगी एप्लीकेशन को सिंक्रनाइज़ करना देखेंगे यदि कोई कोआपरेटिव एप्लीकेशन है जैसे कि मेरे पास चैट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पांस है मेरे पास कई एप्लीकेशन हैं जहां मुझे एप्लीकेशन के ऑर्केस्ट्रेशन या सिंक्रनाइज़ेशन की आवश्यकता होती है एक डेटा वहां जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ अन्य फैशन में आती है एप्लीकेशन लेवल पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है एरर रिकवरी के लिए प्रक्रियाओं पर एग्रीमेंट इस्टैबलिश्ड करना यदि कोई एरर है तो एरर से रिकवर कैसे करें तो उस के लिए कुछ इस्टैबलिश्ड प्रोसीजर होनी चाहिए डेटा इंटीग्रिटी को कंट्रोल करना मुझे डेटा इंटीग्रिटी को संभालने के लिए एक मेकैनिज्म प्रोसीजर की आवश्यकता है तो ये एप्लीकेशन के आधार पर बुनियादी जिम्मेदारियां हैं फिर एप्लीकेशन के कई अन्य गुण या जिम्मेदारियां हैं जो इस समग्र संरचना में फिट होती हैं और यदि हम उदाहरणों को देखते हैं तो कई संदर्भ समय 1612 उदाहरण हो सकते है जो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं उनमें से एक प्रमुख चीज डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या एफटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या जिसे हम एचटीटीपी कहते हैं जो प्रीडोमिनेंट एप्लीकेशन है जो दुनिया भर में अधिकतर उपयोग किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एसएमटीपी हैं जो हमारे मेलिंग सिस्टम का ख्याल रखते हैं ओवरऑल नेटवर्क एसएमटीपी टेलनेट का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और यहां पर कितने भी होस्ट एप्लीकेशंस हो सकते हैं कुछ एप्लीकेशन को परिभाषित एप्लीकेशंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो उस विशेष यूजर द्वारा परिभाषित किए जाते हैं हम जिन एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं वे ज्यादातर सामान्य एप्लीकेशं हैं जो ज्यादातर हर सिस्टम पर उपलब्ध होती हैं अगर हम डीएनएस को देखें तो डीएनएस क्या है डोमेन नेम सिस्टम है इसका प्राथमिक काम आईपी के नाम का अनुवाद करना है जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मैं www iitkgp एसी डॉट इन खोजना चाहता हूं अब www का आईपी लेयर या उसकी निचली लेयर से कोई मतलब नहीं है राइट जब भी मुझे राउटिंग करनी होती है तो उसके लिए मुझे m राउटर चाहिए तो आईपी की आवश्यकता होती है या कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस ID को हल कर सके राइट तो हम क्या करे जब मैं एक नाम देता हूं तो मैं एक रिज़ॉल्वर भेजता हूं जो आप इसे रिजॉल्व करते हैं इसलिए DNS के दौरान मैं एक DNS सर्वर को नाम भेजता हूं यह रिजॉल्व करता है और मुझे आईपी वापस भेजता है और इस आईपी के आधार पर बाकी चीजें आगे बढ़ती हैं इसलिए आईपी कन्वर्जन के नाम को रिज़ॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है तो यह सिस्टम या मेरा लैपटॉप एक डीएनएस क्लाइंट के रूप में कार्य करता है जो DNS सर्वर से रिक्वेस्ट करता है जो वापस लौटा दिया जाता है मुझे DNS सर्वर के बारे में कैसे पता चलेगा या तो जबकि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन किसी ने डीएनएस सर्वर को यहां रखा है या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन से आपको यह टीसीपीआईपी TCPIP प्रोटोकॉल स्टैक में मिला है या यदि आपके पास डीएचसीपी है तो यह स्वचालित रूप से किया जाता है जब आप सिस्टम लगाते हैं तो डीएचसीपी चीजों को लोड करता है लेकिन फिर भी यह पता होना चाहिए कि सर्वर कहां है राइट यह डोमेन आधारित है इसलिए कि एक डोमेन की परिभाषा का पालन करने के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल होना चाहिए इंटरनेट पर 200 से अधिक टॉप लेवल के डोमेन हैं हम उन बातों पर अधिक विस्तार से बात करेंगे डॉट इन जैसे कुछ उदाहरण हैं जो भारत के लिए उपयोग किया जाता है इसी तरह डॉट यू यूएस है डॉट एडू शैक्षिक साइटें हैं जैसे डॉट कॉम कंपनी की साइट है डॉट नेट नेटवर्क सर्विसेज है और इसी तरह हमारे पास अन्य डोमेन भी हैं तो ये टॉप लेवल के डोमेन हैं इसलिए जब मैं कहता हूं कि iitkgp डॉट एसी डॉट इन मेरा डोमेन है तो भारत टॉप लेवल का डोमेन है या कभी कभी हम जो कहते हैं वह एक टीएलडी है और नीचे एक सब डोमेन है जिसे ac कहा जाता है जो मुख्य रूप से नीचे दिए गए एकेडमिक्स का प्रतिनिधित्व करता है कि इसके नीचे हमारे पास iitkgp नाम का एक सब डोमेन है राइट अब हम टीसीपी एफटीपी और टीएफटीपी को लेते हैं एफटीपी एक रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है जो एफटीपी का समर्थन करने वाली सिस्टम्स के बीच फ़ाइलों को ट्रांसफर करने के लिए टीसीपी का उपयोग करता है तोटीसीपीएफटीपी एक रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है जबकि टीएफटीपी एक कनेक्शन लैस सिस्टम है जो यूडीपी का उपयोग करता है अलग अलग जगहें हैं जहाँ हमें इस प्रकार की चीज़ की ज़रूरत है एक बार जब आपको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होना होता है तो रिसोर्सेज की आवश्यकता अधिक हो सकती है तो ऐसे मामले हो सकते हैं जब वे रिसोर्स उपलब्ध नहीं हैं दूसरी बात यदि कोई विफलता है तो आप आसानी से रिट्रांसमिट कर सकते हैं मुझे कनेक्शन स्थापित करने के लिए आवश्यक चीजों की आवश्यकता नहीं हो सकती है जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह कुछ भेजना चाहता हूं एक यह है कि मैं एक रिलाएबल सर्विस चाहता हूं मैं फेलियर नहीं चाहता हूं दूसरी बात है यदि कोई फैलियर है तो मैं फिर से चीजों को सेंड करता हूं फिर मुझे इसे फिर से भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आवश्यकता के आधार पर आमतौर पर टीसीपी का उपयोग राउटर के आंकड़ों के लिए किया जाता है जैसे कि आमतौर पर कुछ iOS इमेजेस या राउटर इमेजेस के लिए टीएफटीपी को छोटे और आसानी से लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है तो यह कम पेलोड है इसलिए इसे लागू करना आसान है एक एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसे हम एक प्रीडोमिनेंट प्रोटोकॉल बता रहे हैं और इतना ही नहीं एचटीटीपी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है एचटीटीपी द्वारा अधिकांश राउटर और फायरवॉल को अनुमति दी जाती है यदि वे अनुमति दे रहा हैं तो वे नेटवर्क को पार कर सकते हैं यदि समय अनुमति देता है तो हम इसे बाद में देखेंगे अगर हमारे पास वेब सर्विस है जो HTTP पर पिग्गीबैक को पूर्वनिर्धारित करती है यह एचटीटीपी HTTP रिक्वेस्ट और HTTP सर्वर HTTP प्रतिक्रिया संदेश के साथ प्रतिक्रियाएं भेजता है तो इस तरह से यह चीजों के बीच संचार करता है ठीक है तो इस तरह से यह चीजों के बीच कम्युनिकेट करता है ठीक है फिर हमारे पास एक एसएमटीपी ईमेल सर्वर है जो मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए दूसरों के साथ कम्युनिकेट करता है तो यह एसएमटीपी प्रोटोकॉल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के लिए है अन्य बैक कॉपी या फ्रंट एंड प्रोटोकॉल जैसे POP 3 और उस तरह की चीजें हैं एक और प्रोटोकॉल है जिसे सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहा जाता है एसएनएमपी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो दो डिवाइसेज के बीच मैनेजमेंट इनफार्मेशन के आदान प्रदान की सुविधा देता है नेटवर्क लेवल मैनेजमेंट के लिए एक एसएनएमपी एजेंट हैं जो नेटवर्क की विभिन्न स्थिति की रिपोर्ट करते हैंजहाँ यह एसएनएमपी है वहाँ आपकी नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है जो उस एसएनएमपी डेटा को लेती है और उस पर कार्य करती है तो यह सीधे हमारे द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर भी नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यह आवश्यक है तो नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है एक और प्रोटोकॉल है जिसे टेलनेट कहा जाता है राइट जो मुझे एक रिमोट सिस्टम या साइट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है टेलनेट क्लाइंट एक रिमोट इंटरनेट होस्ट में लॉगइन करने की क्षमता प्रदान करता है जो टेलनेट सर्वर चला रहा है किसी भी क्लाइंट के पास दूसरे एंड पर एक करसपोर्न्डिंग सर्वर होना चाहिए और फिर कमांड लाइन से कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास टेलनेट क्लाइंट और सर्वर है और कमांड लाइन के लिए अनुमति है हमारे पास एक टेलनेट क्लाइंट और टेलनेट सर्वर है और यह एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन करता है या यदि आप इसे देखते हैं तो टेलनेट क्लाइंट मूल रूप से टेलनेट सर्वर के लिए एक टीसीपी कनेक्शन बनाता है जिसमें बदले में विभिन्न प्रकार की चीजें हो सकती हैं एक यह है कि यह एक यूजर एप्लीकेशन या किसी प्रकार के एक्सेस कंट्रोल मेकैनिज्म को चला सकता है या कुछ अन्य चीजों के लिए सर्वर कंट्रोल है ठीक है तो यह एक तरीका है कि मैं दूसरे सिस्टम पर रिमोट लॉगिन कर सकता हूं ठीक है मैं सिस्टम पर रिमोट एक्सेस कर सकता हूं और फिर हमारे पास एप्लिकेशन हो सकते हैं हमारे पास सर्वर कंट्रोल हो सकता है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल प्रकार की चीजें हो सकती हैं फिर से यह एक क्लाइंट सर्वर बात है यदि आपके पास एक टेलनेट क्लाइंट है तो दूसरा टेलनेट सर्वर वहां होगा और कुछ क्रेडेंशियल चेक होना चाहिए जैसे कि आईपी लॉगिन पासवर्ड इसमें आगे एफटीपी कि आवश्यकता हो सकती है अब हम एक और चीज पर आते हैं जो यह देखना है कि अंडरलाइनगं चीजें क्या काम करती हैं और हम एक नेटवर्क को सॉकेट के रूप में देखते हैं तो हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग या सॉकेट API और इस तरह के बारे में सुनते हैं जैसे अगर हम थोड़ा पीछे देखने की कोशिश करते हैं तो कहें कि यह टेलनेट सर्वर क्या कर रहा है यह मूल रूप से ओपन हो रहा है या वह एक डेमन है जो रन रहा है राइट इसका मतलब है जो रन रहा है और किसी विशेष ट्रांसमिशन को सुन रहा है यह किसी विशेष पोर्ट को सुन रहा है ठीक है इसलिए हमेशा एक्टिव रहें ठीक वैसे ही कहें जैसे मैं एक एचटीटीपी करते समय करता हूं तो यह HTTP सर्वर क्या कर रहा है यह कहें कि अगर मैं इस पर विचार करता हूं कि यह एक www iitkgp सर्वर है तो यह क्या कर रहा है वे कुछ पोर्ट 80 है जोकि स्टैंडर्ड पोर्ट है यह इस पोर्ट पर हमेशा सुनता है क्या क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट है यदि क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट है तो इसे अबजॉरब करता है इसे लेता है यदि यह एक कौनक्यूरेंट सर्वर है तो एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है या यह एक चाइल्ड प्रोसेस की तलाश करता है और उस तरह से सर्विस करता है इसलिए चाहे सर्वर प्रोटोकॉल हो या एप्लिकेशन यदि संबंधित सर्वर समाप्त हो जाता है तो यह देखने के लिए सर्वर प्रक्रिया बनाता है सोर्स से कनेक्ट करते समय हमें क्या आवश्यकता है मुझे उस आईपी की आवश्यकता है राइट जहां मैं कनेक्ट करना चाहता हूं जैसे हमारे मामले में जब हम www iitkgp एसी डॉट इन देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं हम मूल रूप से इसे हल कर रहे हैं और iitkgp वेब सर्वर के आईपी एड्रेस पर जा रहे हैं और फिर मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां उपलब्ध है इसका मतलब है मैं मशीन को पहचानना चाहता हूं और उस मशीन में प्रोसेस को भी पहचानना चाहता हूं मैं पोर्ट नंबर द्वारा प्रोसेस की पहचान कैसे करूं मुझे पोर्ट नंबर कैसे मिलेगा जैसा कि हमें ज्ञात है यह लोकप्रिय HTTP चीजों के लिए हमारे पास पोर्ट 80 है तो यह पोर्ट 80 को सुन रहा है है ना तो वह क्लाइंट एंड से एक विशेष रूप से रिक्वेस्ट भेज रहा है यह उस विशेष पोर्ट पर जाता है और उस पोर्ट पर चला जाता है यह मान लें कि यह एप्लिकेशन पोर्ट में चल रहा है x का कहना है कि यह एप्लिकेशन पोर्ट y के रूप में चल रहा है और तब जब यह पोर्ट पर जाता है तो यह एक ही आईपी एड्रेस के साथ एक ही सर्वर हो सकता है लेकिन मेरे पास अलग पोर्ट नंबर हैं ठीक है तो क्लाइंट क्या है यह मूल रूप से क्लाइंट को लेता हैयह सर्वर के सर्वर पोर्ट के आईपी पर जाता है राइट और यह दूसरे एंड पर जाता है है ना जब यह नेटवर्क में निकलता है तो इसे पता होता है कि सर्वर का आईपी पोर्ट सर्वर क्लाइंट का आईपी क्या हैक्योंकि यह क्लाइंट के पोर्ट से आता है क्लाइंट का पोर्ट ऑटोमेटिक रूप से सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाता है एक और बात जो मुझे चाहिए वो है प्रोटोकॉल अगर हम जानते हैं कि यह 5 स्टेप मुझे चीजों से जुड़ने की अनुमति देते हैं यहाँ की तरह हम भी अगर प्रोटोकॉल पर विचार करते हैं तो यह वही है जो हमने एक बार किया था इन दोनों के बीच एक पाथ इस्टैबलिश्ड है है ना मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि इस बीच में बहुत सारे राउटर वगैरह हो सकते हैं यह अंडरलाइनग नेटवर्क है लेकिन एक पाथ इस्टैबलिश्ड है अब मैं मूल रूप से एक चैट सर्वर या एक एफटीपी फ़ाइल ट्रांसफर या उस जैसे किसी अन्य एप्लिकेशन की तरह बात कर सकता हूं इसी तरह अगर मेरे पास इस तरह का एक और एप्लिकेशन है तो हमारे पास इस तरह का दूसरा भी हो सकता है तो एक और पाथ इस्टैबलिश्ड किया जा सकता है तोएक सॉकेट इस्टैबलिश्ड हैं एक कम्युनिकेशन पाथ इस्टैबलिश्ड है हम इस प्रकार के प्रोग्रामिंग पहलू के साथ थोड़ा विस्तार से काम करेंगे जिसे हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कहते हैं कि हम अपनी खुद की सॉकेट प्रोग्रामिंग कैसे लिख सकते हैं जो यह दर्शाती है कि आवश्यक चीजें क्या हैं यदि हम लॉजिकल रूप से सर्वर की तरह देखते हैं जब वे चीजें रन होती हैं जो http डेमन पर रन होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि httpd डेमॉन चल रहा है एचटीटीपी के केस में यहाँ हमारे पास http क्लाइंट है जो हमारा ब्राउज़र है तो यह डेमन यह क्या कर रहा है यह 80 या उस सर्वर चीज़ को पोर्ट करने और हमेशा जीवित रहने के लिए सुन रहा है इसलिए जब क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है तो वह इसे लेता है राइट इसे क्लाइंट आईपी और प्रोटोकॉल प्राप्त होता है हालांकि हमारे मामले के लिए प्रीडोमिनेंट प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल है तो यह आईपी प्रोटोकॉल को लेता है और इसके संसाधनों के आधार पर यह प्रतिक्रिया देता है कि प्रोटोकॉल को स्वीकार करना है या नहीं जब एक बार वहां कनेक्शन इस्टैबलिश्ड हो जाता है और फिर प्रोटोकॉल के आधार पर स्टेटफुल स्टेटलेस वगैरह के आधार पर बात आगे बढ़ती है तो यह उनके लिए ऐसा होता है जैसे पेजेस को एफटीपी के लिए प्रदर्शित किया जाता है तो एफटीपी के लिए उसी तरह जैसे कि हमारे पास एफटीपी डी FTPD है और यहां हमारे पास एफटीपी क्लाइंट और इसी तरह से और आगे भी हैं एक और बात यह है कि कुछ मामलों में यह एक सर्वर हो सकता है अन्य मामलों में यह एक क्लाइंट और इतने पर और आगे तक पहुंच सकता है जैसे मेरे पास एक प्रिंट सर्वर हो सकता है जिसमें एफटीपी क्लाइंट है राइट तो यह सब प्रोसेस लेवल की चीजें हैं हम एंड यूजर को एक नेटवर्क पर एक प्रोग्राम लिखने के लिए एक इंटरफ़ेस दे रहे हैं जो अन्य प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और इस बात की सुंदरता यह है की अंडरलाइनग नेटवर्क इन चीजों का ध्यान रखता है क्योंकि हम कुछ प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं कुछ विशेष नियम है चीजों द्वारा निर्देशित हैं इतना ही नहीं यह स्वतंत्र डिवाइस है हमारे पास विभिन्न प्रकार के डिवाइस और विभिन्न लेवल हो सकते हैं हमारे पास अलग अलग मिक्स प्रकार की चीजें हो सकती हैं जब तक वे प्रोटोकॉल में ढल रहे हैं हम उन्हें जोड़ने में सक्षम नहीं हैं हम कम्युनिकेशन पाथ के बारे में परेशान नहीं हैं यह फाइबर हो सकता है यह वायरलेस हो सकता है यह वायर्ड हो सकता है और कुछ भी हो सकता है राइट प्रोटोकॉल का लंबे समय तक पालन करने से हमें हमारा रिक्वेस्टेड पेज डिस्पले हो जाता हैया आप एक कार्यक्रम लिखते हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं यह इस पूरे नेटवर्क लेवल के कम्युनिकेशन की यूबीक्यूटसनेस है राइट यही कारण है कि यह इतना लोकप्रिय है क्योंकि अब यह हीट्रॉजीनियस है यह कोई भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है जो कुछ भी आप अपने एंड में कर रहे हैं केवल आप प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं ठीक है प्रोटोकॉल गाइडलाइंस हैं ऐसे अथॉरिटी हैं जो उन बातों का ध्यान रखते हैंलेकिन जो आप अपने अंत में विकसित करते हैं वह आपका अपना व्यवसाय है राइट इसका मतलब है कि यह मुझे ऐसा करने की अनुमति देता है बाद की क्लासेस में हम क्या करेंगे इनमें से कुछ और अधिक लेयर चीजों को देखेंगे और धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क और डेटा लिंक पर और आगे बढ़ेंगे इसके साथ हम अपने आज के क्लास को समाप्त कर देते हैं धन्यवाद